छात्रों का स्वागत है इसलिए अब हम सामग्री विचरण से सम्बंधित कुछ प्रश्नओं की चर्चा करेंगे और विभिन्न सामग्री विचरणो की गणना के लिए अनेक सूत्रों के बारे में जानने के बाद अब हमें इन विचरणो की गणना करनी होगी और ये सीखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों विभिन्न प्रश्नओं में इन विचरणो की गणना कैसे करें और उन विचरणो के समाधानों का पता कैसे लगाएं इसलिए उदाहरण के लिए ये कुछ प्रश्नएं हैं इसलिए मैंने 3 4 प्रश्नओं को खोजा है जो सामग्री विचरण के लगभग सभी पहलुओं को समेट लेंगे पहली प्रश्न बहुत सरल है जहाँ हमें केवल गणना करनी है पहली प्रश्न में जो भी जानकारी दी गई है उससे केवल 3 विचरणो की गणना की जा सकती है तो हम 3 विचरणो की गणना करेंगे क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हर बार दी गई जानकारी से सभी 5 विचरणो की गणना की जाये यह आवश्यक नहीं है यदि कुल जानकारी उपलब्ध है तो हम अधिकतम 5 विचरणो की गणना कर सकते हैं सही है लेकिन अगर जानकारी उपलब्ध नहीं है उदाहरण के लिए मिश्रण के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है तब आप केवल पहले तीन विचरणो की गणना करेंगे यानि सामग्री लागत उपयोग और मूल्य विचरण सही है और यदि मिश्रण और प्रतिफल की जानकारी भी उपलब्ध है तब हम सामग्री लागत मूल्य उपयोग सामग्री मिश्रण और सामग्री प्रतिफल विचरणो की गणना करेंगे तो इस मामले में पहला मामला बहुत सरल है बहुत सरल मामला है इस मामले में उदाहरण के लिए यहां यह दिया गया है कि प्लास्टिक भारत लिमिटेड में एक्स की एक इकाई के निर्माण के लिए आवश्यक मानक सामग्री 10 किलोग्राम है और प्रति किलोग्राम सामग्री का मानक मूल्य 25 रुपये है 2 रुपये और 50 पैसे हालांकि लागत खातों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 27600 रुपये की लागत वाली 11500 किलोग्राम सामग्री का उपयोग उत्पाद के 1000 इकाइयों के निर्माण के लिए किया गया था तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह की जानकारी दी जाती है मानक जानकारी हमें दी हुयी है कि तैयार उत्पाद की 1 इकाई के निर्माण के लिए 10 किलोग्राम मानक सामग्री की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि तैयार उत्पाद की 1 इकाई का निर्माण करने के लिए है जो कि उत्पाद x है आपको 10 किलोग्राम सामग्री जिसका मानक मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम की आवश्यकता है और वास्तव में यह दिया हुआ है कि कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है प्रयुक्त सामग्री 11 500 किलोग्राम जिसकी लागत 27 600 रूपए है इसलिए कुल उत्पादन क्या है कुल उत्पादन उत्पाद x की 1000 इकाई है जिसे वास्तव में उत्पादित किया गया है सामग्री विचरणो की गणना करें इसलिए इस मामले में उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि हमें केवल बहुत ही सरल जानकारी दी गई है हमें कई सामग्रियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है हमें सामग्री मिश्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है हमें सामग्री प्रतिफल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत ही सरल जानकारी यह है कि हम केवल उत्पाद x का निर्माण करना चाहते हैं हमें 10 किलोग्राम की एक सामग्री की आवश्यकता होती है जो तैयार उत्पाद की 1 इकाई के विनिर्माण के लिए एक मानक है और कितने उत्पाद निर्मित किए गए हैं तैयार उत्पाद की 1000 इकाइयों का निर्माण किया गया है प्रति इकाई मानक मूल्य 25 रूपए है और अब हमें सभी विचरणो का पता लगाना है यानि तीन विचरणो जिनकी गणना की जा सकती है वो है एमसीवी एमपीवी और एमयूवी सही है हमें MCV MPV और MUV इन तीनों विचरणो की गणना करनी होगी तो आइए देखें कि इन तीनों विचरणो की गणना कैसे करें और इन तीनों विचरणो की गणना करने के लिए आइए अब हम यहां यह पता लगाने की कोशिश करें कि सबसे पहले सबसे पहले आपको यह करना है कि आप जानकारी को स्पष्ट रूप से नोट करते हैं और फिर आप विचरणो की गणना के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं तो प्रति किलो मानक मूल्य क्या है प्रति किलो मानक मूल्य जो हमें दिया गया है वह 25 रुपये है और आप इसे मानक उपयोग प्रति इकाई मानक उपयोग कह सकते हैं उत्पाद x की प्रति इकाई मानक उपयोग उत्पाद x की प्रति इकाई मानक उपयोग 10 किलोग्राम है जो आवश्यक है उत्पाद x की प्रति इकाई मानक उपयोग 10 किलोग्राम है सही है इसलिए अब हमें गणना करना है कि शुद्ध उत्पादन या कुल उत्पादन क्या है कुल उत्पादन 1000 इकाई है तो इसका मतलब है कि अब हमें उस चीज़ का पता लगाना होगा जो इस मामले में उपलब्ध नहीं है क्या उपलब्ध नहीं है मानक मूल्य उपलब्ध है लेकिन प्रति इकाई वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें उसका पता लगाना होगा सबसे पहले प्रति किलो वास्तविक मूल्य तब वास्तविक मूल्य की गणना के लिए यहां सूत्र क्या है अर्थात वास्तविक सामग्री का उपयोग कितना है 27600 किलोग्राम सही है और खेद है और कुल लागत यानि वास्तविक मूल्य कितना है प्रति किलो वास्तविक मूल्य की गणना के लिए कुल लागत क्या है 27600 रुपये मूल्य की सामग्री खरीदी गई है और कितनी मात्रा में खरीदी गई है खरीदी गई मात्रा 11500 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या है यानि 24 रुपये है 2 रुपये और 40 पैसे तो आपको सब जानकारी पता हो गई प्रति किलो मानक मूल्य उपलब्ध है उत्पाद एक्स की प्रति इकाई मानक उपयोग उपलब्ध है फिर कुल उपयोग भी हमें दिया हुआ है जो 11500 इकाइयाँ हैं सामग्री की कुल लागत भी हमें दी गई है जो कि 27 600 इकाइयाँ हैं एक चीज़ जो आवश्यक थी वह है आगत का प्रति किलो वास्तविक मूल्य जो उपलब्ध नहीं था इसलिए हमने इसे निकाला वास्तव में इन सभी जानकारीयों की आवश्यकता थी अब यदि ये अभी हमारे पास उपलब्ध है तो आइए देखें कि इन विचरणो की गणना कैसे करें इसलिए इन विचरणो की गणना के लिए हमें यहाँ यह करना है कि हमें इन विचरणो की गणना के लिए सामग्री लागत विचरणो की गणना करनी होगी सबसे पहले सामग्री लागत विचरण सूत्र क्या है सामग्री की मानक लागत - सामग्री की वास्तविक लागत तो सामग्री की मानक लागत क्या है हम 10000 किलोग्राम सामग्री का उपयोग कर रहे हैं अर्थात कितनी सामग्री की आवश्यकता थी तैयार उत्पाद के 1 इकाई का निर्माण करने के लिए 10 किलो आगत तो तैयार उत्पाद कितना है 1000 इसलिए 1000 गुणा 10 जिसे कितने से गुणा करना है मानक मूल्य से जो 25 रूपए है यह एक घटक है दूसरा मानक लागत है यह मानक लागत है और सामग्री की वास्तविक लागत क्या है यदि आप सामग्री की वास्तविक लागत को देखते हैं जिसका हमने उपयोग किया है हमने 11500 किलो का उपयोग किया है और कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम है यह वह मूल्य है यानि 24 रुपये प्रति किलो है इसलिए यह कीमत वास्तविक लागत बन जाती है तो अब मानक लागत क्या है यदि आप इसे गुणा करते हैं तो यह खेद है यह 10000 नहीं है यह 1000 होना चाहिए हमारे द्वारा निर्मित उत्पाद की 1000 इकाइयाँ बनाई गई हैं आवश्यकता 10 किलो की है तो इस मामले में इसका मतलब है कि हमें क्या करना है हमें इकाई की गणना करनी होगी 1000 को 10 किलो से गुणा 25 11500 किग्रा जो हमें पहले से ही दिया गया है और वास्तविक कीमत 24 है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ निर्गत क्या है मानक लागत क्या है रुपये 25000 अगर आप इस 11500 को 24 से गुणा करते हैं तो यह कितना होता है क्योंकि हमारे पास यह लागत पहले से उपलब्ध है और यह लागत कितनी है 27600 27600 अर्थात अब सामग्री लागत विचरण कितना है यहां सामग्री लागत विचरण है यानि यह कितना है यह 2600 रुपये है 2600 प्रतिकूल आप कोष्ठक में प्रतिकूल लिख सकते हैं यह सामग्री लागत विचरण है हमने इस जानकारी से गणना की है बहुत ही सरल जानकारी आपको निर्गत दिया गया है जो 1000 इकाई है आपको मानक आगत दिया जाता है जो 1 इकाई के लिए 10 किग्रा है इसलिए इकाई के संदर्भ में कुल आगत 10000 इकाई है प्रति इकाई कीमत 25 है और दूसरे मामले में हमें वास्तविक जानकारी भी मिली है दिया गया वास्तविक आगत 11500 किलोग्राम है और वास्तविक कीमत जो हमने अदा की है वह 24 रुपये है तो मानक के मामले में क्या हुआ है आवश्यकता 10000 किग्रा और कीमत 25 थी वास्तव में यह हुआ है कि आगत मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति इकाई मूल्य में कमी आई है लेकिन फिर भी अंत में विचरण नकारात्मक है जो 2600 रुपये है लागत सामग्री लागत मानक लागत से 2600 रुपये अधिक हो गई है तो इसका मतलब है कि यह विचरण है जो प्रतिकूल है या ख़राब है ठीक है अब पहले हम सभी विचरणो की गणना करेंगे और फिर हम इन विचरणो के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो हम दूसरे विचरण की गणना करते हैं सामग्री मूल्य विचरण सामग्री मूल्य विचरण के मामले में हमें यहाँ कौन सा सूत्र दिया गया है सामग्री मूल्य विचरण का सूत्र वास्तविक उपयोग है तो यहां वास्तविक उपयोग क्या है 11500 किलोग्राम और कोष्ठक के अंदर क्या है प्रति इकाई मानक मूल्य प्रति इकाई मानक मूल्य क्या है यह है Rs 25 -Rs24 तो यह विचरण है तो यह कितना विचरण है यह 10 पैसे का विचरण है और यदि आप इससे गुणा करते हैं तो यह कितना है यह 1150 रुपये होता है और यह कैसा विचरण है अनुकूल या प्रतिकूल यह अनुकूल है क्योंकि मानक अधिक और वास्तविक कम है इसलिए हमने यहां जो कीमत विचरण का भुगतान किया है वह 1150 है और यह अनुकूल है यह विचरण अनुकूल है अतः यह 1150 अनुकूल है आप एफ को कोष्ठक में रख सकते हैं तो मूल्य विचरण अनुकूल है लेकिन लागत विचरण नकारात्मक है तब इसका क्या कारण है यह नकारात्मक क्यों हो गया है आइए हम सामग्री उपयोग के विचरण की गणना करके कारण खोजते हैं तो इस सामग्री उपयोग विचरण की गणना के लिए क्या सूत्र था यदि आप हमें दिए गए सूत्र को देखते हैं तो सूत्र प्रति इकाई मानक मूल्य है प्रति इकाई मानक मूल्य कितना है 25 रुपए गुणा मानक मात्रा जो 10000 है और वास्तविक मात्रा कितना है 11500 किलोग्राम 11500 किलोग्राम है अब यह दिखाता है कि यह विचरण नकारात्मक होगी उपयोग विचरण नकारात्मक होगा इसलिए हमने यहां कितनी अतिरिक्त सामग्री का उपयोग किया है यह 1500 इकाइयाँ हैं और कुल अतिरिक्त 1500 इकाइयों को 25 से गुणा करने पर कितना मिलता है 3750 रुपये 3750 यह प्रतिकूल विचरण है तो अब आप तुलना करेंगे अब आप सत्यापित करेंगे कि सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण के बराबर है तो सामग्री लागत विचरण कितना है सामग्री लागत विचरण 2600 रुपये प्रतिकूल है जो सामग्री मूल्य विचरण रुपये 1150 रुपये अनुकूल रुपये 3750 प्रतिकूल के बराबर है तो इसका मतलब अंत में यह अनुकूल प्रतिकूल हो जाता है तो यह प्रतिकूल 2600 रुपये के बराबर है यह 1150 3750 है जो रुपये 2600 प्रतिकूल के बराबर है तो आप इसे प्रतिकूल कह सकते हैं क्या है जिसे आप प्रतिकूल या ख़राब कहना चाहते हैं तो हमने यह साबित कर दिया है कि आपकी सामग्री लागत विचरण 2600 रुपये से प्रतिकूल है और सामग्री मूल्य और सामग्री उपयोग विचरण का योग भी नकारात्मक है जो 2600 रुपये है और प्रतिकूल है इन दोनों विचरणो का योग भी नकारात्मक है जो 2600 है जो प्रतिकूल या प्रतिकूल है इसका मतलब है कि हम निश्चिन्त है कि हमने जिन तीन विचरणो की गणना की वे सभी सही हैं क्योंकि हमने उसे जाँच भी लिया है एक बार आप इन सभी विचरणो की गणना कर लेते हैं तब आपको एक दूसरे के साथ इनकी तुलना करनी होगी सामग्री लागत विचरण को सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण के बराबर होना होगा और सामग्री उपयोग विचरण सामग्री मिश्रण विचरण योग सामग्री प्रतिफल विचरण के बराबर है तो एक तरह से सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री मिश्रण विचरण सामग्री प्रतिफल विचरण के बराबर होगा उपयोग विचरण नहीं बल्कि प्रतिफल विचरण तो किसी भी तरह से आप इसे जांच सकते हैं आप जांच कर देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि आपका प्रश्न सही है या नहीं या आपने सही से विचरणो की गणना की है या नहीं और एक बार आपने इन विचरणो की गणना कर ली है चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल तब अब हमें इन विचरणो के कारणों का पता लगाना होगा यहां इस मामले में हमने पता लगाया है कि सामग्री लागत विचरण 2600 रुपये से नकारात्मक है हमने इस स्थिति या मामले में मानक लागत की तुलना में 2600 रुपये के अतिरिक्त लागत का भुगतान किया है अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं हमें उसके कारणों का पता लगाना होगा यदि आप इसके कारणों का पता करते है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लागत मूल्य और मात्रा का फलन है यदि आप सिर्फ मूल्य विचरण को देखते हैं तो यह विचरण अनुकूल है अनुमानित मानक मूल्य 25 रुपये प्रति इकाई था अर्थात इसे कच्चे माल की 1 इकाई की खरीद के लिए भुगतान करने की अनुमति दी गई थी लेकिन वास्तव में खरीद विभाग ने अपने ज्ञान अपनी दक्षता का उपयोग किया कुछ अतिरिक्त प्रयास किए और सामग्री की वास्तविक कीमत का जो किया गया वह प्रति इकाई 24 है यानि उन्होंने प्रत्येक किलो सामग्री के लिए 10 पैसे की बचत की है तो इसका मतलब यह है कि यह विचरण अनुकूल है 11500 किलोग्राम की कुल खरीद पर हमने १० पैसे प्रति किलो का कम भुगतान किया है और 1150 की शुद्ध बचत है और यह विचरण अनुकूल है लेकिन अधिक मात्रा के उपयोग ने इस प्रभाव को शून्य कर दिया क्योंकि तैयार उत्पाद की 1000 इकाइयों के निर्माण के लिए अनुमानित या मानकीकृत मात्रा 10000 किलोग्राम थी और हमने 11500 किलोग्राम का उपयोग किया 10000 किलोग्राम की मानक आवश्यकता के मुकाबले 11500 किलोग्राम इसका मतलब है कि हमने 1500 इकाईयों का उपयोग बढ़ाया है हमने 1500 इकाइयों के उपयोग में वृद्धि की है और यह विवाद की जड़ है जिससे आपकी लागत विचरण नकारात्मक हो गई है तो यह संभव हो सकता है हमें उन कारणों का पता लगाना होगा कि क्यों 1500 इकाइयों की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग किया गया है यह संभव हो सकता है कि जब हमने सामग्री की कीमत 25 प्रति किलोग्राम से घटाकर 24 प्रति किलोग्राम कर दिया तो हो सकता है कि हमने सामग्री की हीन मात्रा खरीद ली हो और जब आप हीन आगत देते हैं तो निर्गत कम हो जाते हैं वे नीचे चले जाते हैं इसलिए खरीद विभाग ने मानक मूल्य की तुलना में कम कीमत पर सामग्री खरीदकर अपनी दक्षता दिखाई है लेकिन उन्होंने उस सामग्री की हीन मात्रा खरीदी है जिसने उत्पादन प्रक्रिया में इसके परिणाम दिखाए हैं तो अब हमें यह पता लगाना होगा कि यह किसकी गलती है क्या केवल झूठी दक्षता छद्म दक्षता दिखाने के लिए सामग्री की हीन मात्रा को कीमत में 10 पैसे की कमी करके खरीदा गया था या उत्पादन विभाग ने अधिक अपव्यय किया है उन्होंने कुशलता से सावधानीपूर्वक सामग्री का उपयोग नहीं किया है और अपव्यय में वृद्धि हुई है 2600 रुपये की इस नकारात्मक सामग्री लागत के लिए कौन जिम्मेदार है इसे हमें देखना होगा हमें इसका पता लगाना होगा यदि सामग्री की हीन मात्रा खरीदी गई थी घटिया गुणवत्ता की सामग्री खरीदी गई थी तो खरीद विभाग जिम्मेदार होगा लेकिन अगर अपव्यय बढ़ा है तो उत्पादन विभाग प्रसंस्करण विभाग जिम्मेदार होगा और उसके लिए उन्हें निकाल दिया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अंततः उद्देश्य यह है कि विचरण नहीं होना चाहिए और यदि वे हैं तो उन्हें अनुमेय सीमा के भीतर होना चाहिए इसलिए हमें यह देखना होगा कि यह 2600 रुपये की सामग्री लागत विचरण अनुमेय सीमा में है या अनुमेय सीमा से परे यदि यह अनुमेय सीमा के भीतर है तो किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर यह अनुमेय सीमा से परे है तो विश्लेषण किया जाएगा और खरीद विभाग या उत्पादन विभाग या प्रसंस्करण विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने इस अतिरिक्त 2600 रुपये की लागत बढ़ायी है सही है तो आपको कारणों की तलाश करनी होगी और यहां यह कारण दिखता है कि उपयोग की गई मात्रा अधिक है कीमत का भुगतान कम है इसलिए इसका अर्थ है कि इस नकारात्मक विचरण के लिए कौन जिम्मेदार है हमें इसे देखना होगा और इन विचरणो का सही विश्लेषण करना होगा अब हम एक और प्रश्न हल करेंगे और यदि आप इस प्रश्न को फिर से करते हैं तो यह एक बहुत ही सरल प्रश्न होगा और इस सरल प्रश्न को हल करने के लिए हमें फिर से इन विचरणो की गणना करनी होगी तो यह देखिये प्रश्न यह है अब आपको एक प्रकार की सामग्री नहीं दी गई है आपको तीन प्रकार की सामग्री दी गई है जो कि ए बी और सी है और हमें यहां वास्तविक प्रश्न यह दिया गया है हमें दिया गया वास्तविक प्रश्न यह है कि एक्सेल उत्पाद लिमिटेड आगामी प्रभावी उत्पादन अवधि से प्रभावी लागत नियंत्रण लागू करना चाहता है एक्सेल उत्पाद लिमिटेड आगामी प्रभावी उत्पादन अवधि से प्रभावी लागत नियंत्रण लागू करना चाहता है कंपनी आवश्यक तीन सामग्री विचरणो की गणना में मदद करने के लिए अनुरोध करती है और एक कुल सामग्री लागत विचरण है और हमें सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण की गणना करनी है हमें इन तीन विचरणो की गणना करनी है और इस जानकारी से केवल इन्ही तीन विचरणो की गणना संभव है और ये जानकारी यहाँ हैं जो हमें सामग्री की तीन श्रेणियों के मानकों और वास्तविक के बारे में दी गई हैं आगत ए बी और सी हैं और इकाईयों के संदर्भ में अनुमानित या मानकीकृत मात्रा सामग्री ए की 410 इकाई सामग्री बी की 410 इकाई C की 350 इकाई प्रति इकाई 1 15 और 2 रुपये की कीमत पर है और प्रति इकाई हमने मात्रा की इस आवश्यकता और इस कीमत पर मानक तैयार किया है अब वास्तविक यह है कि ए के लिए उपयोग की जाने वाली वास्तविक मात्रा 1010 की मानक आवश्यकता के विरुद्ध 1080 है और भुगतान की गई कीमत भी अधिक है जो प्रति इकाई 1 रुपये के मुकाबले 12 है बी के मामले में 410 मानक इकाइयों की आवश्यकता थी हमने 380 इकाइयों का इस्तेमाल किया है इसलिए सामग्री आगत नीचे चला गया है लेकिन इस मामले में कीमत में और भी वृद्धि हुई है और यह प्रति किलोग्राम 15 से 18 हो गया है और सी के मामले में मानक आवश्यकता 350 किलोग्राम थी और कीमत 2 रुपये प्रति इकाई थी अब वास्तविक 380 इकाई हो गया है और कीमत 19 रुपये प्रति इकाई है अब यह जानकारी हमें दी गई है और अब हमें इन विचरणो की गणना करनी है तो इस मामले में हमें क्या करना होगा आपको इन विचरणो की उत्पाद वार गणना करनी होगी सबसे पहले आप उत्पाद ए बी और सी के लिए अलग अलग सामग्री लागत विचरण की गणना करेंगे और फिर उनका योग करेंगे फिर हमें ए बी और सी के लिए अलग अलग सामग्री मूल्य विचरणो की गणना करनी होगी फिर उनका योग करना होगा और फिर हमें सामग्री ए बी और सी के लिए अलग अलग सामग्री उपयोग विचरण की गणना करनी होगी और फिर उनका योग करना होगा इन तीन विचरणो कुल सामग्री लागत विचरण कुल सामग्री मूल्य विचरण कुल सामग्री उपयोग विचरण की गणना करने के बाद उन्हें जोड़ेंगे और एक दूसरे के बराबर करेंगे और इसे यानि एमसीवी को एमपीवी और एमयूवीं के बराबर होना चाहिए फिर हमें यह पता लगाना होगा कि ये विचरण सकारात्मक या नकारात्मक हैं और फिर उन विचरणो के कारणों का पता लगाना होगा अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हमें सामग्री लागत विचरण की गणना करनी होगी और सामग्री लागत विचरण की गणना के लिए हमें यहां यह करना है कि उदाहरण के लिए सामग्री ए लेनी है सामग्री की मानक लागत इकाइयों में यह कितना है 1010 इकाई कितने रुपये की दर से हमें क्या दर दिया गया था रुपए 1 तो यहाँ मानक लागत कितनी है फिर से 1010 रुपये और इसके बाद वास्तविक क्या है वास्तविक 1080 इकाई यहां हमने जो वास्तविक कीमत अदा की है वह 12 है अर्थात यह कितना है यह विचरण इतना हुआ है अगर आप इसकी गणना करते हैं यह विचरण रुपए के रूप में कितना आया है यह अतिरिक्त विचरण है 12 गुणा 1080 यह 1296 रुपये होता है इसलिए हमने इसकी गणना कर ली है यह मानक लागत है और यह वास्तविक लागत है जो हमारे पास उपलब्ध है ये दो लागतें सही हैं फिर हम सामग्री बी के लिए मानक लागत की गणना करते हैं 410 इकाइयाँ की मानक लागत रुपये की दर से दर कितनी है 15 प्रति इकाई तो यह कितना है यह 615 रुपये है यहां यह 18 प्रति इकाई की दर से 380 इकाई है तो कुल लागत कितनी है वास्तविक लागत 684 है और सामग्री C के मामले में अब लागत कितनी है 350 इकाई 2 रुपये की दर से हमने यहां कितनी कीमत अदा की है यह 700 है और इस मामले में यह 380 इकाई है 380 इकाई कितने की दर से 190 की दर से तो यह कितना है 722 ठीक है तो अब आप इनका योग करें यदि आप इनका योग करते हैं तो कुल मानक लागत कुल मानक लागत कितनी है 2325 रुपये और कुल वास्तविक लागत 2702 रुपये के बराबर है अब आप सामग्री लागत विचरण की गणना करते हैं सामग्री लागत विचरण कितना है यह अंतत कितना होगा 2325 रुपये -2702 रुपये तब यह कितना हुआ 377 रुपये प्रतिकूल रुपए 377 प्रतिकूल यह सामग्री लागत विचरण है अब इसी प्रकार आप सामग्री मूल्य विचरण की गणना कर सकते हैं हम सामग्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे तो यदि आप सामग्री मूल्य विचरणो की गणना इस तरह से करते हैं सामग्री ए सामग्री बी और सामग्री सी के लिए तो यहां मूल्य विचरण कितना है सामग्री मूल्य विचरण की यहाँ आप गणना कर सकते हैं 1080 इकाइयों को कीमत से गुणा करके और यहाँ मूल्य रुपये 1 12 रुपये है तो यह विचरण कितना हुआ यह 216 रुपए है आप इस विचरण की गणना करते हैं यह प्रतिकूल पाया गया है B के मामले में कितना हुआ 380 गुणा रुपये 15-1 80 जो कितने रुपये के बराबर है यह अंतर कितना है 30 पैसे का और शुद्ध अंतर 114 रुपये प्राप्त होता है और यह फिर से प्रतिकूल है और सामग्री C के लिए 380 गुणा कितने रूपए 2 रुपये 190 रुपये है यह 38 रुपये अनुकूल के रूप में प्राप्त हुआ है 38 अनुकूल तो आप कुल की गणना करते हैं यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह कितना है ये दोनों प्रतिकूल हैं यानि ये दोनों कितने हुए वे 330 हैं और घटाव 38 तो कुल सामग्री मूल्य विचरण 292 रुपये के बराबर है और प्रतिकूल है अब हम सामग्री उपयोग विचरण के बारे में बात करते हैं सामग्री उपयोग विचरण उसी तरह यदि आप सामग्री उपयोग विचरण की गणना करते हैं तो यहां क्या होगा यह 1 गुणा 1010 इकाई 1080 इकाई है यह मानक मात्रा वास्तविक मात्रा है तो यह कितना होने जा रहा है यह ए के लिए 70 रुपये प्रतिकूल है और यह ए के लिए है अब बी के लिए हम बी के लिए गणना करेंगे और बी के लिए यह कितना है यह 15 रुपये गुणा कितनी इकाइयाँ 410 इकाइयाँ 380 इकाइयाँ हैं तो यहाँ विचरण कितना है यह 410 380 गुणा 15 रुपये है सामग्री उपयोग विचरण 45 है और अनुकूल है फिर यह C C के लिए कितना है 2 रुपए गुणा 350 इकाई 380 इकाई तो यह कुल है विचरण कितना है यह 60 रुपये प्रतिकूल है तो फिर से इस मामले में भी आपको विचरण मिल गया हैं जिसमे दो प्रतिकूल और एक अनुकूल है तो अंतिम विचरण क्या है यह 85 प्रतिकूल प्राप्त होता है अब आप जाँच करके इसकी गणना करें सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण के बराबर है तो यहाँ सामग्री लागत विचरण कितना है यह 377 रुपये के बराबर है मूल्य विचरण कितना था 292 रुपये यह 85 जो कि कुल के बराबर है जो की 377 रुपये के बराबर है तो ३77 भी प्रतिकूल है और ये दोनों भी प्रतिकूल हैं इसलिए वे एक दूसरे के बराबर हैं तो सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण के बराबर है इसलिए हमने यहां पाया है कि ये विचरण प्रतिकूल प्रतिकूल विचरण हैं अर्थात प्रतिकूल सामग्री लागत विचरण दोनों के कारण है सामग्री मूल्य और सामग्री उपयोग के विचरण प्रतिकूल रहे है तो हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा ये दोनों सामग्री मूल्य और सामग्री उपयोग विचरण क्यों प्रतिकूल हो गए है और सामग्री लागत विचलन को प्रतिकूल कर दिया है और उन कारणों को सही करना होगा इसलिए ये दो प्रश्न हैं जिन्हें हमने यहां हल किया हैं यहाँ पर हल करने की कोशिश करें और फिर एक या दो और प्रश्नों पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा या अगली कक्षा में इन प्रश्नों को हल निकालूँगा और तब तक आप इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएँगे कि सामग्री विचरण के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ कैसे समायोजन किया जाए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से कैसे निपटा जाये और फिर कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है आप उसे हल करने में सक्षम होंगे आप उन विचरणो की गणना करने और उसके कारणों का पता लगाने में सक्षम होंगे इसलिए सामग्री विचरणो के और प्रश्नों को हम अगली कक्षा में करेंगे